सभी को नमस्कार आपका स्वागत है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में हम QSAR के विषय पर जारी रहेंगे आज हम कुछ सॉफ्टवेयर्स देखेंगे जो हमें कुछ descriptors को भी दे सकते हैं यहां तक कि संरचनाओं को भी वास्तव में कई सॉफ्टवेयर्स हैं नेट में जो नि शुल्क है वेब सर्वर वहां हैं जहां से हम कई तरह के डिस्क्रिप्टरप्राप्त कर सकते हैं मैं आपको उनमें से कुछ दिखाने जा रहा हूं और आप लोग आगे का पता लगा सकते हैं उनमें से एक को ChemDes कहा जाता है यह molecular descriptor और फिंगरप्रिंट गणना के लिए एक एकीकृत वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म है इसे ChemDes कहा जाता है उस पर एक नजर डालते हैं यह ChemDes है जैसा कि आप देख सकते हैं यह इस का पता है इसे बहुत सारे डिस्क्रिप्टर मिले हैं इस डिस्क्रिप्टर लाइब्रेरी को देखें इसे देखिए तो ChemDes यह 787 डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकता है एक और सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं यह सॉफ्टवेयर 103 डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकता है यह 196 डिस्क्रिप्टर की 787 इतने सारे सॉफ्टवेअर PaDEL और आदि हैं हम ChemDes पर नजर डालते हैं जैसा कि मैंने कहा कि ChemDes लगभग 1135 डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकता है शून्य डायमेंशनल डिस्क्रिप्टर 1 डायमेंशनल डिस्क्रिप्टर 2 डायमेंशनल डिस्क्रिप्टर 3 डायमेंशनल डिस्क्रिप्टर हैं और जैसा कि आप अगले कॉलम में देख सकते हैं ये इस चित्र में दिखाए गए इन सॉफ्टवेयर्स में से प्रत्येक द्वारा गणना किए गए डिस्क्रिप्टर हैं Chemopy ChemDes और आदि और इन डिस्क्रिप्टर का विवरण अगर आप यहां जाते हैं तो यह आपको सभी विवरण देता है इस प्रकार हम यहाँ विवरण प्राप्त कर सकते हैं तो हम बहुत सारे डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकते हैं इसे संवैधानिक डिस्क्रिप्टर कनेक्टिविटी डिस्क्रिप्टर बसाक डिस्क्रिप्टर टोपोलॉजी कप्पा डिस्क्रिप्टर कहा जाता है इत्यादि इत्यादि इत्यादि और हर एक की संख्या बहुत अधिक है यह यहाँ की संख्या है और अगर आप यहाँ देखते हैं तो यह आपको इन डिस्क्रिप्टर का विवरण देता है तो अगर आप अधिक विवरण में जाना चाहते हैं तो हम उन पर क्लिक कर सकते हैं यह आपको उदाहरण के लिए बताएगा टोपोलॉजी डिस्क्रिप्टर टोपोलॉजी के बहुत सारे पैरामीटर हैं बहुत सारे टोपोलॉजी डिस्क्रिप्टर हैं तो हम एक फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम एक SDF फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं और इसलिए फ़ाइल चुनें मुझे लगता है कि मैं एस्पिरिन अथवा कुछ और संग्रहीत करता हूं हाँ मेरे पास एस्पिरिन है जो मुझे मिल सकता है हम 1 डी 2 डी या 3 डी डिस्क्रिप्टर 1 डी 2 डी सबमिट कर सकते हैं तो यह कुछ गणना करेगा और फिर उस विशेष के बारे में विवरण देगा हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बड़ी संख्या में डिस्क्रिप्टर दे रहा है एस्पिरिन है तो मैं 3 डी डिस्क्रिप्टर गणना भी कर सकता हूं सबमिट करें तो इसने डिस्क्रिप्टर अणु के बारे में कुछ 3 डी जानकारी दी है जैसा कि आप देख सकते हैं तो आप और अधिक प्राप्त करना चाहते हैं आप इस CSV फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसे आगे की गणना के लिए सहेज सकते हैं अगर आप डिस्क्रिप्टर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि प्रत्येक डिस्क्रिप्टर का क्या मतलब है तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे सही पता लगाया जाए हम अणु को SMILE नोटेशन भी दे सकते हैं उदाहरण के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि एक SMILE नोटेशन है और फिर सबमिट करें फिर से यह उस अणु के लिए डिस्क्रिप्टर की गणना करता है तो यह CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH है यह असंतृप्त अल्कोहॉल है ब्यूटेनॉल तो यह एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये डिस्क्रिप्टर पुस्तकालय हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि यह आपको बहुत सारे डिस्क्रिप्टर दिखा सकता है और मैं गणना कर सकता हूं और जैसा कि मैंने कहा कि ChemDes से अलग थे जो 1135 की गणना कर सकते हैं हमारे पास अन्य सॉफ्टवेअर जैसे कि BlueDesc और PaDEL और RDKit भी हैं उनमें से प्रत्येक डिस्क्रिप्टर की कुछ परिमाण की गणना कर सकते हैं तो आपके पास एक बड़ी संख्या है डिस्क्रिप्टर गणना सॉफ्टवेयर्स की जो आपके लिए मुफ्त हैं तो आपको बिल्कुल क़ीमत देने की आवश्यकता नहीं है याद रखें कि आपको बिल्कुल क़ीमत देने की आवश्यकता नहीं है हम सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके बहुत सारे डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकते हैं इसी तरह हमारे पास SwissADME भी है अगर आपको याद है SwissADME तो हमने देखा है कि कई बार यह आपके लिए कुछ डिस्क्रिप्टर की गणना भी कर सकता है SwissADME बहुत सारे डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकता है तो आपको सॉफ्टवेयर याद है मुझे लगता है कि कई बार मैंने आपको यह दिखाया है तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं फिर हम कह सकते हैं कि चलने को लेकिन डिस्क्रिप्टर की संख्याजिसकी यह गणना करता है बहुत सीमित हैं देखें Log S घुलनशीलता और उस तरह की चीज वास्तव में कई नहीं घूर्णन योग्य बॉन्ड और उस तरह की चीजें लेकिन अगर आप एक वास्तविक QSAR करना चाहते हैं तो ChemDes बेहतर विकल्प है अथवा हम E DRAGON पर जा सकते हैं E DRAGON एक QSAR के लिए 2000 डिस्क्रिप्टर की गणना करता है SwissADME केवल महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे कि घुलनशीलता Log P और जैवउपलब्धता का उपयोग करता है और इसी तरह अगर आप QSAR में रुचि रखते हैं तो आप बड़ी संख्या मेंडिस्क्रिप्टर चाहते हैं तो आदर्श रूप से आपको इस E DRAGON पर जाना चाहिए यह Milano Chemometrics द्वारा प्रोफेसर टॉड्सचिनी द्वारा विकसित किया गया है इसमें बड़ी संख्या में डिस्क्रिप्टर हैं तो आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं इसे देखें तो जब आपE DRAGON में आते हैं तो यह बात है इसे बहुत सारे डिस्क्रिप्टर मिले हैं हजारों और हजारों और हजारों डिस्क्रिप्टर की इस विशाल संख्या को देखें आणविक डिस्क्रिप्टर की सूची यह कहती है अब हम कैसे चलाते हैं अणु को यह काफी सरल है हम डेटा अपलोड कर सकते हैं हमें SDF फाइल अपलोड करनी होगी SDF फ़ाइल हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अपनेZinc डेटाबेस को याद करें Zinc डेटाबेस आपको SDF फ़ाइल देता है ठीक हम देखते हैं मुझे लगता है कि हम चला सकते हैं मैं एस्पिरिन कर सकता हूं खोल सकता हूं लोड किया जा सकता हैं तो हम कहते हैं कि फाइल अपलोड करें तो फाइल अपलोड कर दी गई है हम इसे बंद कर देते हैं तो एस्पिरिन लोड किया गया है फिर हम कहते हैं कि अपना कार्य सबमिट करें तो यह इन सभी डिस्क्रिप्टर की गणना करेगा गणना कर रहा है ताकि गणना सर्वर पर जाए और यह करता है तो डाउनलोड किया जाता है तो हम क्या करे हम यहां जाते हैं हम टेक्स्ट के रूप में परिणाम कहते हैं तो हम यहां परिणाम देख सकते हैं यह आपकी इनपुट फ़ाइल है जैसा कि आप एस्पिरिन के लिए देख सकते हैं यह एस्पिरिन के लिए इनपुट फ़ाइल है तो नतीजे आए हैं तो कंट्रोल X कंट्रोल A कंट्रोल C मैंने पूरा परिणाम कॉपी कर लिया है अब मैं एक्सेल पर जाता हूं उदाहरण के लिए और फिर मैं कंट्रोल V कह सकता हूं तो आपके सभी परिणाम आ गए हैं तो यह आपका अणु है तो आप इस अणु को देख सकते हैं हम इस टेक्स्ट डेटा को कॉलम में संख्याओं में बदल सकते हैं बस हमने उसे टेक्स्ट से कॉलम में बदल दिया तो हमारे लिए यह देखना आसान है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छा है अब देखने में तो आणविक भार 179 कार्बन की संख्या नाइट्रोजेन की संख्या और आदि है एस्पिरिन यह है यह आपको कुछ Log P मान भी देता है और log घुलनशीलता भी देता है तो बहुत सारे डिस्क्रिप्टर कि आप गणना कर सकते हैं तो इसका क्या उपयोग है कल्पना कीजिए कि मैं एक और एक और ऐसा करना चाहता हूं अब मैं एक और फाइल अपलोड करना चाहता हूं हमने एस्पिरिन को देखा हम उदाहरण के लिए एक और अणु को देख सकते हैं इसे Zinc53 कहा जाता है आइए हम देखें कि इसका परिणाम क्या है मुझे याद नहीं है हम Zinc6694 को देखें हाँ यह एक Coxib है यह एक चयनात्मक cyclooxygenase अवरोधक है यह Coxib है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां सल्फर दो ऑक्सीजेन पाए गए हैं वास्तव में चयनात्मक cyclooxygenase 2 अवरोधक है तो हम इसे लोड करेंगे डेटा अपलोड करेंगे ब्राउज़ करेंगे फ़ाइल अपलोड करेंगे हां यह अच्छी तरह से अपलोड किया गया है अब अपना कार्य परिणाम टेक्स्ट के रूप में सबमिट करें परिणाम को एक ब्राउज़र में खोलें हाँ तो कंट्रोल X कंट्रोल A कंट्रोल C तो हम डेटा को टेक्स्ट से कॉलम में परिवर्तित कर सकते हैं सीमांकित चौड़ाईको ठीक कर सकते हैं अगला स्थान अगला तो 314 परिणाम है तो यह Coxib है और यह चयनात्मक cyclooxygenase 2 अवरोधक है हम इस कॉलम को भी हटा सकते हैं तो यह एक और अणु है यह एक अलग आणविक वजन और इतने पर है तो यह डिस्क्रिप्टर के पास जाता है तो अगर मुझे अपने QSAR के लिए मेरी गतिविधि की जानकारी है और यह xs हैं अगर आपके पास इन जैसे कई अणु हैं तो गतिविधियां ज्ञात हैं कि मैं आपके द्वारा समझे गए डेटा की संख्या के आधार पर एक डिस्क्रिप्टर मॉडल या 2 डिस्क्रिप्टिव मॉडल के साथ एक प्रतिगमन संबंध विकसित कर सकता हूं तो बड़ी संख्या में डिस्क्रिप्टर प्राप्त करने के लिए DRAGON भी बहुत शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है डिस्क्रिप्टर के विवरण हम इससे प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था आपडिस्क्रिप्टर का विवरण इससे प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्टर का विवरण हम सॉफ्टवेयर के मुख्य पृष्ठ से प्राप्त कर सकते हैं जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास गतिविधि का विवरण है और वहमेरी y होगी मेरे प्रतिगमन संबंध में मैं सर्वश्रेष्ठ डिस्क्रिप्टर का चयन कर सकता हूं और फिर रिग्रेशन रिलेशन y mx c विकसित कर सकता हूं x मेरे डिस्क्रिप्टर में से एक हो सकता है तो डेटा बिंदुओं की संख्या के आधार पर मेरे पास एक डिस्क्रिप्टर मॉडल अथवा दो डिस्क्रिप्टर मॉडलअथवा कई डिस्क्रिप्टर मॉडल हो सकते हैं तो हमने DRAGON के बारे में बात की फिर मैंने आपको अन्य सॉफ़्टवेयर ChemDes दिखाए जो कि डिस्क्रिप्टर की गणना भी करते हैं बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर्स हैं तो आपको किसी व्यावसायिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेअर हैं जो आपके लिए डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकते हैं तो हमने कुछ गतिविधि की कल्पना की है हमारे पास कुछडिस्क्रिप्टर हैं तो आप रिग्रेशन रिलेशन की गणना के इस व्यवसाय को कैसे करते हैं सरल अगर यह एक सरल मॉडल है तो हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है हम एक्सेल का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए तो मैं आणविक मात्रा कह सकता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं 420 332 198 467 359 तब गतिविधि 234 189 023 367 255 हो सकती है Log P 28 46 03 37 15 यह काफी हाइड्रोफिलिक है और फिर आपके डिपोल 097 223 336 045 177 है अब हमारे पास केवल 5 डेटा बिंदु हैं तो सबसे अधिक हम केवल एक स्वतंत्र चर प्रतिगमन संबंध विकसित कर सकते हैं या तो आणविक मात्रा अथवा Log P अथवा dipole केवल तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं यह देखने के लिए सहसंबंध का उपयोग कर सकता हूं कि क्या X और गतिविधि के बीच संबंध है या नहीं मुझे देखने दो कि क्या है यह काफी अच्छी आणविक मात्रा है यह काफी अच्छा संबंध दर्शाता है आइए देखें कि क्या Log P का भी सहसंबंध है इतना अच्छा नहीं dipole देखें dipole सहसंबंध कैसे हो सकता है तो यह भी एक बहुत अच्छा सहसंबंध नकारात्मक है जिसका अर्थ है कि dipole बढ़ने से गतिविधि कम हो जाती है आणविक मात्रा सकारात्मक है तो आणविक मात्रा बढ़ने के साथ गतिविधि भी बढ़ती है अब हम ग्राफ को भी ड्रॉ करते हैं हम सम्मिलित कर सकते हैं scatter कर सकते हैं ताकि हमें एक बिखराव की प्लॉट मिल जाए जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे आणविक मात्रा बढ़ती है आपकी गतिविधि भी बढ़ती है यह x अक्ष पर आणविक मात्रा है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्रेंड लाइन मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को एक्सेल डिस्प्ले समीकरण डिस्प्ले R squared वैल्यू क्लोज मैं अच्छा होना चाहिए तो यह आपकी QSAR गतिविधि 00117 आणविक मात्रा 2025 है R squared बहुत अच्छा है 092 जो बहुत अच्छा है हम dipole के साथ भी करते हैं क्योंकि dipole भी अच्छा है तो हमारे पास एक QSAR के साथ dipole भी हो सकते हैं तो आइए हम dipole x dipole को देखें जैसे कि dipole बढ़ने से गतिविधि कम हो जाती है जैसे मैंने दिखाया कि यह यहाँ एक नकारात्मक सहसंबंध है और अगर आप यहाँ पर R squared को देखते हैं तो R squared भी अच्छा है तो यह संबंधित dipole x 103 के साथ QSAR है क्योंकि यह diople 39 में नीचे जा रहा है और यहां आणविक मात्रा प्रतिगमन गतिविधि 00117 आणविक मात्रा 2254 है तो हमारे पास QSAR के दो में से एक हो सकता है यहाँ R squared 092 है यहाँ R squared थोड़ा कम है जो मन्ने नहीं रखता है यह इतना बुरा नहीं है तो हमारे पास हो सकता है हमारे पसंद के आधार पर जब आप Log P प्लॉट करते हैं तो सहसंबंध बहुत खराब है केवल 038 तो हम इस प्रकार के लिए नहीं जाएंगे तो एक्सेल एक अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आप एक स्वतंत्र चर मॉडल के साथ प्रतिगमन समीकरण को देखने में रुचि रखते हैं एक स्वतंत्र के साथ तो हम एक्सेल के साथ काम कर सकते हैं जो कोई बड़ी बात नहीं है तो हमारे पास आणविक मात्रा हो सकती है अथवा जैसे मैंने आपको dipole दिखाया है अथवा हमारे पास कई रैखिक प्रतिगमन हो सकता हैं pKi ao a1 लेकिन फिर कई रैखिक प्रतिगमन लेकिन फिर कई रैखिक प्रतिगमन संभव नहीं है क्योंकि डेटा बिंदुओं की संख्या केवल 5 है अंगूठे का सामान्य नियम है अगर आपके पास 5 डेटा बिंदु केवल एक डिस्क्रिप्टर मॉडल के साथ चलते हैं तो अधिक के लिए मत जाओ अगर आपके पास 10 है तो आमतौर पर यह एक अच्छा विचार नहीं है pKi ao a1 pKi ao a1 a2 a3 μi pKi ao a1 a2 a3 या हमारे पास वास्तव में आने वाले सांख्यिकीय टर्म के आंशिक रूप से बहुत कम वर्ग हो सकते हैं तो यह ऐसा है कि हम सरल संरचना गतिविधि गणितीय संबंध बना सकते हैं तो हम क्या करे अगर आप न्यूनतम संरचनात्मक सुविधाओं को देख रहे हैं तो हमें मॉडल बनाने न्यूनतम ऊर्जा विरूपण की गणना करने की आवश्यकता है फिर डिस्क्रिप्टर्स की गणना करें मैंने आपको कुछ सॉफ्टवेअर दिखाए आप अधिक सॉफ्टवेयर्स ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं फिर आपको डिस्क्रिप्टर्स को शॉर्टलिस्ट करने की आवश्यकता है आप DRAGON में पसंद नहीं कर सकते हैं लगभग 2000 डिस्क्रिप्टर्स हैं हम उन सभी को नहीं ले सकते तो हमें सहसंबंध गुणांक पर आधारित होने की आवश्यकता है जैसे मैंने आपको यहां दिखाया था और आणविक मात्रा के लिए सहसंबंध गुणांक बहुत अच्छा है dipole अगला अच्छा है तो मैं आणविक मात्रा के साथ जा सकता हूं तो इसका मतलब यह है डिस्क्रिप्टर को संक्षिप्त करें कुछ सहसंबंध गुणांक है इन वर्णनों को परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए जो एक और महत्वपूर्ण बात है इस के बीच एक सहसंबंध नहीं होना चाहिए यह और यह और यह बस इस बात पर गौर करें कि क्या इस और इसके बीच एक सहसंबंध है या नहीं और फिर हम एक ही डिस्क्रिप्टरका उपयोग नहीं कर सकते हैं यह आणविक मात्रा आणविक मात्रा और dipole बहुत अधिक सहसंबंध है तो जाहिर है अगर आप दो डिस्क्रिप्टर मॉडल के बारे में सोच रहे हैं तो हम दोनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं वे क्रॉस से संबंधित हैं जिन्हें आप समझते हैं दो डिस्क्रिप्टर मॉडल आपको पहले यह जांचना होगा कि Xs के बीच कोई संबंध नहीं है Xs का अर्थ है स्वतंत्र चर को समझना आप देख सकते हैं 099 आणविक मात्रा और dipole जबकि अगर आप आणविक आयतन और Log P को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनका संबंध होगा लेकिन निश्चित रूप से हम यहां Log P नहीं लेने जा रहे हैं क्योंकि गतिविधि के साथ Log P का सहसंबंध काफी कम है लेकिन निश्चित रूप से हम इसे और इसे नहीं लेंगे क्योंकि वे दोनों सहसंबद्ध हैं उन्हें सहसंबंधित नहीं किया जाना चाहिए उन्हें भिन्न होना चाहिए जितना भिन्न संभव है तो हम क्लस्टर विश्लेषण कर सकते हैं हम डिस्क्रिप्टर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं डिस्क्रिप्टर्स को शॉर्टलिस्ट करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आपके पास 2000 डिस्क्रिप्टर्स हैं और मेरे पास केवल 10 डेटा बिंदु हो सकते हैं तो मुझे इसमें से दो डिस्क्रिप्टर्स का चयन करने की आवश्यकता है ताकि मैं गलती कर सकूं मैं सही डिस्क्रिप्टर का चयन नहीं कर सकता मैं डिस्क्रिप्टर को मिस आउट भी कर सकता हूं तो यह QSAR की सबसे बड़ी चुनौती है जो कि QSAR की सबसे बड़ी चुनौती है सही डिस्क्रिप्टर का चयन कैसे करें गलत डिस्क्रिप्टर का चयन कैसे नहीं करें एक ऐसे डिस्क्रिप्टर का चयन कैसे न करें जो एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध हैं तो इन सभी पर विचार करने की आवश्यकता है और कई तरीके हैं एक बार जब हम ऐसा करते हैं कि हम एक प्रतिगमन संबंध विकसित करते हैं तो यह एक पैरामीटर प्रतिगमन हो सकता है अगर आपके पास एक डिस्क्रिप्टर y mx c है अगर यह दो पैरामीटर y m1x1 m2x2 c है और तब आप बहुत सारे आँकड़े करते हैं यहां हैं कुछ चीजें जिसे कहते हैं R squared adjusted R squared predicted R square F test तो कई चीजें हैं फिर जब आपके पास बड़ी संख्या में डेटा है तो आप उन सभी को प्रतिगमन की गणना के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो आप डेटा को 2 प्रकारों में विभाजित करते हैं प्रशिक्षण सेट परीक्षण सेट तो आप क्या करते हैं आप डिस्क्रिप्टर और रिग्रेशन विकसित करने के लिए प्रशिक्षण का उपयोग करते हैं और फिर रिग्रेशन के बिना आप टेस्ट सेट में मूल्यों की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं तो अगर मेरे पास 6 डेटा पॉइंट हैं तो मैं क्या करूंगा मैं केवल 5 डेटा बिंदुओं को ले जाऊंगा और अपने प्रतिगमन को विकसित करूंगा और फिर 6वें के लिए भविष्यवाणी करने का प्रयास करूंगा और देखूंगा कि भविष्यवाणी कितनी अच्छी है इसे टेस्ट सेट कहा जाता है तो अगर आपने 7 या 8 कहाहै तो मैं प्रशिक्षण सेट में 5 अथवा 6 ले सकता हूं शेष 2 परीक्षण सेट में होंगे आम तौर पर यह कहा जाता है कि 20 20 परीक्षण सेट में होना चाहिए प्रशिक्षण सेट में डेटा का 80 तो अगर आपके पास बड़ी संख्या में डेटा है तो आप सभी डेटा बिंदुओं के साथ प्रतिगमन विकसित नहीं करते हैं और आप 80 20 का अनुसरण करते हैं परीक्षण सेट के लिए 20 प्रशिक्षण सेट के लिए 80 तो आप अपने मॉडल को प्रशिक्षित करते हैं और विभिन्न शब्दावली की गणना करते हैं 80 डेटा के साथ m और c जैसे विभिन्न टर्म और फिर आप उस मॉडल का उपयोग करके डेटा के शेष 20 की भविष्यवाणी करते हैं यह देखना कि भविष्यवाणी कितनी अच्छी है बहुत महत्वपूर्ण है फिर आप बाहरी डेटा के साथ भी परीक्षण कर सकते हैं आप प्रयोग कर सकते हैं कुछ परिणाम गतिविधि प्राप्त कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए इन सभी को करने की ज़रूरत है कि आपका मॉडल अच्छा है और इसे अच्छी भविष्य कहने वाला क्षमता मिली है जो बहुत महत्वपूर्ण है तो टोपोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक थर्मोडायनामिक्स स्ट्रक्चरल जैसे डिस्क्रिप्टर ये सभी डिस्क्रिप्टर हैं जिन्हें मैंने आपको विभिन्न वेब सर्वरों का उपयोग करके दिखाया है जो आपके उपयोग के लिए स्वतंत्र हैं तो हमारे पास एक डिस्क्रिप्टर मॉडल के साथ प्रतिगमन समीकरण के लिए कम से कम 5 डेटा बिंदु होने चाहिए और जब आपके पास डेटा सेट है तो उन सभी को प्रशिक्षण और मॉडल विकसित करने के लिए उपयोग न करें उनमें से केवल 80 का उपयोग प्रशिक्षण के लिए करें और शेष 20 का उपयोग करें परीक्षण सेट के बाहर परीक्षण के रूप में तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक प्रशिक्षण और परीक्षण सेट 80 20 है और आपका मॉडल परीक्षण सेट के परिणामों की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने चाहिए जबकि आप एक प्रतिगमन गुणांक विकसित करने के लिए 80 डेटा का उपयोग करते हैं टेस्ट सेट के बिना आपके प्रतिगमन QSAR का कोई फायदा नहीं है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक परीक्षण सेट भी हो हम इस QSAR पर अगली कक्षा में भी जारी रखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए